इस भाग में हम थर्मल कंफर्ट एवं बिल्ट एनवायरनमेंट के बारे में जानेंगे I शीघ्र अवलोकन के लिए मैं यह समझा दूं कि थर्मल कंफर्ट वही है जिसके लिए सारा जतन किया जाता है I जलवायु प्रतिक्रियाशील भवन की बात करें तो ऐसा भवन बनाने का अर्थ है भवन के भीतर के वातावरण को उष्मीय रूप से आरामदायक बनाना I इसमें सही तापमान बढे हुए ताप को घटाने के लिए उचित तापमान रखना ताप की हानी को कम करना एवं वायु संचालन के प्रावधान शामिल हैI तो आप कह सकते हैं कि बिल्ट एनवायरनमेंट के अंदर थर्मल कंफर्ट के लिए अनेक घटकों की श्रृंखला शामिल है I विषय सूची थर्मल कंफर्ट के परिचय के रूप में होगी I जब हम यह समझेंगे की मुख्य रूप से कौन से कारक थर्मल कंफर्ट देने में योगदान करते हैं तब हम कंफर्ट जोन एवं थर्मल कंफर्ट मॉडल के बारे में जानेंगे I मानव शरीर लगातार गर्मी पैदा करता है यह एक मशीन की तरह है जिसे हम चयापचय प्रक्रिया कहते हैंI इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में निरंतर ऊष्मा का उत्पादन होता है जिसके कारण ऊष्मा उत्सर्जन का अपव्यय होता है हमारा ऊष्मा उत्पादन जब हम सो रहे होते हैं 70 वाट होता है और जब हम अत्यधिक शारीरिक क्षमता वाले कार्य कर रहे होते हैं तब 700 वाट तक परिवर्तित हो जाता हैI तो यह मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह की गतिविधि करते हैं यदि आप कक्षा में बैठे हैं और सुन रहे हैं बनाम शिक्षक जो आपकी कक्षा ले रहा है आप एक कार्यालय में काम कर रहे हैं बनाम आप किसी सड़क पर कुछ शारीरिक गतिविधि कर रहे हैं या आप एक सैर के लिए जा रहे हैं गर्मी के विसरण की मात्रा काफी हद तक एक से दूसरे तक भिन्न होती है तो वातावरण यानी घर के अंदर और बाहर का व्यापक तापमान अगर सौहार्दपूर्ण है तो ताप का विसरण ठीक ढंग से होगा जो भी अतिरिक्त ऊष्मा का उत्पादन होगा वह वातावरण में लुप्त हो जाएगा जैसे ही व्यापक तापमान ऐसा नहीं होता कि वह ऊष्मा को अवशोषित कर ले या वह हीट सिंक बन जाए मानव शरीर को पसीना आने लगता है जिसका अर्थ है कि अतिरिक्त ऊष्मा पसीने के रूप में बाहर निकल रही है और इस वाष्पन उत्सर्जन से ऊष्मा का अपव्यय हो रहा है तो यह वह है जिसको हम और विस्तार से देखेंगे हमारे शरीर के दो तापमान हैं एक शरीर का भीतरी तापमान है जो लगभग 37 डिग्री है और त्वचा का तापमान त्वचा की सतह का तापमान है जो 31 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है जब ये दोनों तापमान ठीक होते हैं तो हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं और अगर ये ऊपर या नीचे होते हैं तो शरीर खुद को समायोजित करने के लिए गर्मी के कारण पसीना बहाने लगता है या ठंड की परेशानी से कांपने लगता है तो इससे ज्यादा होने पर हम स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में पड़ जाते हैं हमें या तो हीट शॉक या फ्रास्ट बाइट हो सकता है यह एक चयापचय गर्मी संतुलन या गर्मी संतुलन समीकरण है M ± Rd ± Cv ± Cd Ev ∆S यह काफी पुराना है और इसका अवकलन भी है यह समीकरण ऊष्मा के आदान प्रदान को समझने के लिए आमतौर पर स्वीकार की गई व्यापक रूपरेखा है यहां अलग अलग पद है पहला है मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन जिसके बारे में हमने पिछली स्लाइड में बात की थी अगला है नेट रेडिएशन एक्सचेंज जो आदमी और उसके वातावरण के बीच में होता है फिर आपके पास कन्वैक्शन एक्सचेंज होता है जिसमें श्वास लेना भी शामिल होता है इसलिए आप जब भी सांस ले रहे हैं आप गर्मी खो रहे हैं या गर्मी प्राप्त कर रहे हैं उसके बाद कंडक्शन एक्सचेंज है जिसमें किसी के संपर्क में आने से ऊष्मा की लाभ या हानि हो सकती है जैसे फर्श या अगर आप बैठे हैं तो ऊष्मा का कुछ विनिमय हो सकता है उसके बाद आता है ईवापोरेशन और वह भी सांस लेने की प्रक्रिया को शामिल करता है अगर यह सब समीकरण के बायीं ओर होगा तो दाईं ओर आपको मिलेगा स्टॉर्ड हीट में बदलाव अगर ये चीजें एक दूसरे के बराबर नहीं होती है या एक दूसरे से आपस में रद्द नहीं होती तो यहां बचेगा डेल्टा एस जो है स्टॉर्ड हीट में बदलाव अगर ये चीजें एक दूसरे को रद्द करती हैं तो यह 0 होगा यदि आप इसको अधिक बारीकी से देखते हैं मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन तो हमेशा संभव है तो आप जानते हैं यह धनात्मक होगा आप गर्मी का उत्पादन करते रहते है इसलिए यहां ऋणात्मक पद नहीं है तो हमेशा गर्मी का लाभ या गर्मी का उत्पादन होगा कुल रेडिएशन सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है विकिरण से ऊष्मा का लाभ या हानि हो सकती है फिर कन्वैक्शन भी 0 से ज्यादा या कम हो सकता है कन्वैक्शन से भी ऊष्मा का लाभ या हानि हो सकती है उसी तरह से कंडक्शन धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है कंडक्शन बहुत कम होता है ज्यादातर रेडिएशन और कन्वैक्शन ही होते हैं कंडक्शन से लाभ या हानि तभी होती है जब हम कुछ वस्तुओं के संपर्क में आते हैं उसके बाद इवेपरेशन और आखिर में डेल्टा एस जो है कुल स्टॉर्ड हीट में बदलाव यदि आप एक आदर्श परिदृश्य लेते हैं तो अगर ये सभी चीजें एक दूसरे को नकार कर रद्द होकर 0 का मान देते हैं तो इसका मतलब है यहां थर्मल आराम है आदर्श रूप से हमें इसे थर्मल कम्फर्ट नहीं कहना चाहिए बल्कि हमें थर्मल इक्विलिब्रियम नामक शब्द का उपयोग करना चाहिए हमारा शरीर परिवेश के तापमान से भीतरी व बाहरी स्थितियों में थर्मल इक्विलिब्रियम की स्थिति में होता है लेकिन यहां सिर्फ हम संज्ञानात्मक हिस्से की बात कर रहे हैं कॉग्निटिव थर्मल सेंसेशन यह वही है जो गर्मी संतुलन समीकरण में संदर्भित किया जाता है किसी मानक में अगर आप थर्मल कंफर्ट की परिभाषा पढ़ें तो इसको इस तरह से परिभाषित किया जाता है जो है मानस की वह स्थिति जो थर्मल वातावरण के साथ संतुष्टि व्यक्त करती है यहाँ हम दो शब्दों का उपयोग कर रहे हैं संतुष्टि की अभिव्यक्ति और मानस की स्थिति तो जब हम मानस की स्थिति और थर्मल वातावरण से संतुष्टि की अभिव्यक्ति की बात करते हैं तो थर्मल इक्विलिब्रियम और कॉग्निटिव थर्मल सेंसेशन के अलावा हमें नया पद मिलता है जो है थर्मल परसेप्शन तो आपके पास कुछ संकेत हैं आपका शरीर इसे संज्ञानात्मक रूप से महसूस कर रहा है यह कुछ थर्मल स्थिति को महसूस कर रहा है और आपका शरीर इस पर प्रतिक्रिया दे रहा हैं और फिर आप थर्मल कंफर्ट का अनुभव करना शुरू कर देते हैं यहां हमारे सामने दो शब्द या थर्मल कंफर्ट की दो धारणाएं आती हैं पहली है थर्मल कंफर्ट के लिए शारीरिक दृष्टिकोण और दूसरा है थर्मल कंफर्ट के लिए शारीरिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अगर आप शुद्ध रूप से ऊष्मा संतुलित मॉडल को देखते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम और कॉग्निटिव थर्मल सेंसेशन फिर आप शारीरिक दृष्टिकोण के संदर्भ में इसे ले सकते हैं मतलब आप भीतरी शरीर के तापमान त्वचा के तापमान परिवेश के तापमान और इन तीनों के बीच गर्मी विनिमय कैसे होता है के बारे में बात कर रहे हैं या यदि आप दूसरे दृष्टिकोण या दूसरी धारणा के बारे में बात कर रहे हैं तो आप थर्मल परसेप्शन के साथ आते हैं जो माहौल आप महसूस कर रहे होंगे वह आपके लिए हल्का गर्म हो सकता है मैं इसे आरामदायक महसूस कर सकता हूं कोई दूसरा आपके मुकाबले इसे थोड़ा अधिक गर्म महसूस कर रहा होगा तो यह एक से दूसरे मनुष्य तक बदलता रहता है यहां मनोविज्ञान है आज मुझे यह वातावरण हल्का गर्म लग सकता है और शायद एक या दो हफ्ते बाद मैं इसमें सहज महसूस कर सकता हूं तो अगर हम थर्मल कंफर्ट की बात करें शारीरिक के अलावा हमें शारीरिक मनोवैज्ञानिक भी मिलता है हम शारीरिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे आने वाले मॉड्यूल में देखेंगे पहले हम बारीकी से देखते हैं कि थर्मल कंफर्ट क्या होता है और शारीरिक दृष्टिकोण से हम हीट बैलेंस और कंफर्ट को कैसे परिभाषित करते हैं थर्मल कंफर्ट को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं वास्तव में कारकों के तीन अलग अलग सेट हैं जो थर्मल कंफर्ट में योगदान करते हैं पहला पर्यावरणीय मापदंड है पर्यावरणीय मापदंडों के सेट आधारभूत है हवा का तापमान जिसे तकनीकी रूप से ड्राई बल्ब तापमान के नाम से संबोधित किया जाता है फिर हवा की गतिविधि में वायु वेग और वायु की दिशा शामिल है फिर है आद्रता या सापेक्षिक आद्रता जो हवा की नमी को संबोधित करता है उसके बाद है विकिरण या रेडिएंट विनिमय को कौन नियंत्रित करता है तो चार पर्यावरणीय मापदंड है जो भीतरी या बाहरी हो सकते हैं फिर आपके पास चार व्यक्तिगत चर हैं पहला चयापचय दर है जैसे हमने पहले बात की थी ऊष्मा उत्सर्जन आपकी गतिविधियों पर निर्भर करता है तो अतिरिक्त ऊष्मा का विसरण एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि में भिन्न होता है तो इस बात के आधार पर चयापचय दर व्यक्तिगत चरो का प्राथमिक निर्धारक हैं अगला है आपका पहनावा आपने किस तरह के कपड़े पहने हैं क्या वह ग्रीष्म ऋतु के लिए सूती कपड़े है या सर्दियों के लिए गरम वस्त्र या ऊनी कपड़े हैं इसके बाद स्वास्थ्य की स्थिति है हम इन मापदंडों को अधिक बारीकी से देखेंगे फिर है स्वास्थ्य की स्थिति यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग होती है यदि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं यदि आप बीमार नहीं हैं तो आपका थर्मल परसेप्शन अलग होगा जबकि यदि आप किसी बीमारी के साथ हैं तो आप एक ही वातावरण को थोड़ा अलग तरीके से महसूस कर सकते हैं फिर आता है जलवायु अनुकूलन जिसका अर्थ है ऊष्मीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना यह अल्पकालिक समायोजन या दीर्घकालिक समायोजन हो सकता है उदाहरण के लिए सर्दियों के मौसम में तापमान में अचानक वृद्धि हो जाती है और फिर पारा वापस नीचे गिर जाता है बहुत ज्यादा सर्दी है उदाहरण के लिए कहते हैं कि सर्दियों में आप 8 डिग्री 10 डिग्री औसत तापमान से जूझ रहे हैं और अचानक तापमान 25 26 डिग्री तक चला जाता है और फिर वापस आ जाता है तो आपका शीतलता का अनुभव काफी हद तक प्रभावित हो जाता है लेकिन समय के साथ साथ एक छोटी अवधि के भीतर तीन से चार दिन या अधिकतम एक सप्ताह में आप आदी हो जाएंगे इसी तरह गर्मियों के दौरान थोड़ी सी बारिश हो जाए वापस पहले जैसे महसूस करने के लिए आपको3 से 4 दिनों की आवश्यकता होगी आप थोड़ा सामान्य से अधिक ठंडा महसूस कर सकते हैं फिर लंबी अवधि के लिए जलवायु अनुकूलन है कल्पना कीजिए कि आप एक ठंडी जलवायु श्रीनगर जैसे ठंडे जलवायु वाले शहर से जा रहे हैं जैसे आप श्रीनगर में स्थित थे और आप जैसलमेर जैसे किसी अन्य गर्म स्थान पर नौकरी के लिए जा रहे हैं पहले दूसरे साल के अंत में आप समायोजित हो जाएंगे एक दो साल के बाद आपका मन इस जगह से सामंजस्य बैठा लेगा यह समय भी अलग अलग लोगों के लिए भिन्न होता है और उम्र लिंग आदि पर निर्भर करता है फिर अंत तक आप किसी थर्मल वातावरण में समायोजित हो जाएंगे अंतत आपकी असुविधा की शिकायत कम हो जाएगी इन दो कारकों के अलावा और भी कारक अपना योगदान देते हैं भोजन की आदतें आप जो पेय लेते हैं शरीर का आकार वसा की मात्रा जिन्हें हम कहते हैं बीएमआई और आपका कद वजन आदि जैसी चीजें थर्मल कंफर्ट मूल्यांकन के दौरान ध्यान रखी जाती है उम्र और लिंग का भी बहुत योगदान है अब इस मॉड्यूल और अगले मॉड्यूल में हम पर्यावरणीय चरो और दो व्यक्तिगत चरो को देखेंगे हम तुरंत इन पर विचार विमर्श नहीं करेंगे लेकिन आने वाले मॉड्यूस में हम थर्मल अडॉप्टेशन और एडाप्टिव थर्मल कंफर्ट की बात करेंगे हम जलवायु अनुकूलन उम्र और लिंग आदि के बारे में थोड़ी बात करेंगे हवा के तापमान के बारे में सबसे पहले यह कन्वेक्टिव हीट डिसिपेशन को निर्धारित करता है कितने प्रभावी रूप से कन्वेक्टिव हीट का नुकसान या लाभ होता है यह हवा का तापमान निर्धारित करता है यह इसके प्राथमिक निर्धारकों में से एक है अगला है हवा का बहाव यह कन्वैक्शन को तेज करता है यह त्वचा और कपड़ों की सतह के हीट ट्रांसफर कॉएफिशिएंट को बदल देता है आपको पता ही है हर सतह का एक फिल्म कॉएफिशिएंट या सरफेस हीट ट्रांसफर कॉएफिशिएंट होता है यह कन्वेक्टिव और रेडिएटिव एक्सचेंज का कुल एकीकृत कारक होता है हम हीट ट्रांसफर कॉएफिशिएंट के बारे में किसी दूसरे मॉड्यूल में पढ़ेंगे यह त्वचा और कपड़ों की सतह के हीट ट्रांसफर कॉएफिशिएंट को बदल देता है यह कपड़ों के माध्यम से हीट ट्रांसफर पर प्रभाव डालता है यह त्वचा से वाष्पीकरण को बढ़ाता है तो यह हवा के बहाव के प्रभाव हैं जितनी ज्यादा गति होती है उतने ही अच्छे से गर्मियों के मौसम में ऊष्मा का अपव्यय होगा आद्रता जब आद्रता ज्यादा होती है हवा उमसदार होती है हवा नमी से पूरी तरह भर रही होती है 90 से 95 परसेंट आद्रता या उससे ज्यादा वाष्पीकरण पर रोक लगा देती है जिसकी वजह से आप बहुत असहज महसूस करने लगेंगे यह मुख्यतः तटीय क्षेत्र या आद्र जलवायु क्षेत्र में होता है हम कुछ उदाहरणों पर गौर करेंगे मैं आपको कुछ मापे हुए उदाहरण दिखा रहा हूं जो आवासीय वातावरण में लिए गए थे जलवायु की स्थिति भिन्न हो सकती है इस मामले में यह गर्म और शुष्क जलवायु प्रकार है और सर्दियों के मौसम में माप लिया गया था मैं आपको बस यह है दिखा रहा हूं कि भीतरी वायु तापमान आद्रता और हवा के वेग के साथ क्या होता है यह सब चीजें बाहरी परिस्थितियों के संदर्भ में किस तरह बदलती हैं सिर्फ इसलिए ताकि आपको इस बात का बोध हो सके कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं किस तरह की सहजता और असहजता के बारे में बात कर रहे हैं इस एक्सिस पर आपको घंटे मिलेंगे यह 3 दिन की रिकॉर्डिंग है यह 0 यह पहला दिन है यह 24 घंटे फिर दूसरा दिन शुरू हो जाता है और यहां तीसरा दिन बाहरी तापमान में निरंतर बदलाव एक चक्रीय घटना है यह लाल बिंदीदार रेखा परिवेश के तापमान को इंगित कर रही है यहां 2 कमरे हैं एक पूरब की ओर से अनावृत है जो नीले रंग का है और कोरे रंग वाला पश्चिम की ओर से अनावृत है यहां दो रेखाएं हैं जो परिवेश की स्थिति का बारीकी से अनुसरण करती है परिवर्तन का चक्र अधिकतम और न्यूनतम परिमाण और घटना का समय भी बेशक कुछ विलंब है थोड़ी मात्रा में रुकावट है लेकिन इसके अलावा यह प्रवृत्ति समान है क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से हवादार आवासीय स्थान है आपको पता है कि यहां दो निवास प्रस्तुत किए गए हैं और पतली ग्रे रंग की पट्टियाँजो आप पीछे देख सकते हैं उनको हमें दाहिने हाथ की एक्सिस से संदर्भित करना है जो आरएच है और यह वाई एक्सिस पर तापमान है तो इसके बारे में मैं बात कर रहा था दाहिने हाथ पर वाई एक्सिस सापेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत में दर्शा रहा है तो यह 50 55 प्रतिशत से न्यूनतम 35 से 40 प्रतिशत तक बदलता है यह गर्म और शुष्क जलवायु क्षेत्र में चरम सर्दियों का है यह चरम सर्दी नहीं है आधी चरम सर्दी है लगभग मध्यम विभिन्नताएं देखी गई आमतौर पर यह आपको तब दिखेगा जब आप प्राकृतिक रूप से हवादार आवासीय स्थानों को देखेंगे पूरब और पश्चिम की तरफ से निरावरण सतहो की वजह से भीतरी वायु का तापमान काफी बदलता है यह एक और उदाहरण है जो गर्म और आर्द्र जलवायु क्षेत्र का है हरा रंग पूरब की ओर से निरावरण सतह है और लाल रंग पश्चिम की ओर से निरावरण सतह है यह फिर से बदल सकता है यह बस एक उदाहरण है यह हर मामले के लिए अलग हो सकता है क्योंकि और भी कारक है तो यह उन्मुखीकरण का प्रभाव है सब कुछ समान ही है समान सामग्री जगह का प्रकार लगभग सब समान है लेकिन उन्मुखीकरण की वजह से तापमान में थोड़ी सी भिन्नता आ गई और उन्मुखीकरण की वजह से 15 से 2 डिग्री का फर्क तापमान में आ जाता है एक अच्छी तरह से वायु संचालित जगह में जहाँ दो विपरीत दीवारों में अच्छी तरह से हवादार खिड़कियां होती हैं आप कहीं न कहीं प्राकृतिक वेंटिलेशन के माध्यम से लगभग 02 से 03 या कभी कभी जब यह वास्तव में अच्छी तरह से हवादार होती है तो आप लगभग 06 07 मीटर प्रति सेकंड की हवा की गति प्राप्त करेंगे लेकिनयह वायु प्रवाह लगातार नहीं होता है तो यह समय के साथ बदल सकती है यह एक तटीय क्षेत्र है तो आपको कभी कभी अच्छी हवा मिल रही है फिर इसकी गति कम हो जाती है और फिर वापस बढ़ जाती है खिड़की मॉडुलन या दरवाजा बालकनी मॉडुलन के अलावा जो आप करते हैं आमतौर पर आप आर पार संवातित जगह में लगभग 05 से 08 मीटर प्रति सेकंड वायु वेग की उम्मीद कर सकते हैं हमने तापमान आद्रता और वायु वेग के बारे में बात की और अगला महत्वपूर्ण मापदंड जो अपना योगदान देता है वह है रेडिएशन एक्सचेंज यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है और यह निर्धारित करना है कि आप किसी स्थान पर कितने सहज या असहज हैं हम आमतौर पर इसे एमआरटी या मीन रेडिएंट टेम्परेचर नामक शब्द से संबोधित करते हैं जो कि रेडिएंट पर्यावरण या रेडिएंट थर्मल वातावरण के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला संकेतक है रेडिएशन एक्सचेंज इसके उपयोग से कहा जा सकता है यह आसपास के सतह के तत्वों का औसत तापमान होता है जो ठोस कोण और उसमें आने वाले क्षेत्रफल से भारित होता है तो यह ऐसा है कि कितने क्षेत्र मेरे सामने है या एक व्यक्ति के रूप में अगर मुझे कमरे के केंद्र में रखा जाता है तो वहां कितनी सतह हैं और यह कि वे किस तापमान पर हैं और वे कितना कोण बनाते हैं तो यह मुख्य रूप से इन सतहों और मेरे खुद के बीच रेडिएशन एक्सचेंज का निर्धारण कर रहा है जहां मैं एक विशेष कमरे में बैठा हूं और जैसे ही मैं सतह से दूर जाता हूं या जैसे ही मैं सतह के करीब आता हूं आप जानते हैं झुकाव कोण बदल जाता है और रेडिएंट तापमान बहुत ज्यादा बदलेगा एक चीज हमें समझनी चाहिए कि एम आर टी सीधे तरीके से मापने योग्य नहीं है आप उसे दूसरे पद जिसे ग्लोब टेंपरेचर कहते हैं से प्राप्त कर सकते हैं हम उसे ग्लोब थर्मामीटर के इस्तेमाल से नापते हैं जिसे हमने स्कूल में भी पढ़ा था पारंपरिक रूप से मापने का तरीक है कि थर्मामीटर को तांबे के ग्लोब में रख देते हैं यह चमक रहित काले रंग से पुता हुआ है यह एक कृष्णिका ब्लैक बॉडी की तरह है यह ऊष्मा अभिगम हीट सिंक की तरह है जो विभिन्न सतहों से सभी विकिरण को सोख लेता है तांबे के ग्लोब के अंदर थर्मामीटर रखते हैं यह पहले तो वायु के तापमान को नापता है और यह रेडिएशन एक्सचेंज की वजह से तापमान में वृद्धि को भी नापता है अगर यह एक गर्म वातावरण है तो पारा गर्म हो जाता है और आप थोड़ा बढ़ा हुआ तापमान प्राप्त करते हैं और दूसरी ओर यदि आप उसी ग्लोब को ठंडे कक्ष में डाल देते हैं तो गर्मी का नुकसान होगा इस विशेष काली सतह से गर्मी खोने लगेगी और आप ग्लोब तापमान में हल्की गिरावट पाएंगे ग्लोब टेंपरेचर का उपयोग करके आप ओसत रेडिएंट तापमान पता लगाने में सक्षम होंगे हम इसे देखेंगे एक साधारण सेट अप जिसे हम आम तौर पर अपने माप के लिए उपयोग करते हैं आपके पास डेटा संग्रहित करने के लिए उपकरण है यह एक ग्लोब थर्मामीटर है जिसके बारे में मैंने बात की थी इसमें थर्मामीटर लगाने के बजाय तापमान संवेदक सेंसर लगे हुए हैं लेकिन काम करने का सिद्धांत पहले जैसा ही है यहाँ सफ़ेद पतला सफ़ेद एक तापमान नमी जांच के लिए यंत्र है यह एक गर्म तार एनेमोमीटर है भीतरी माप के लिए आम तौर पर यदि आपकी वायु वेग 05 मीटर प्रति सेकंड से कम है तो वेन एनेमोमीटर जो आमतौर पर प्रयोगशालाओं में उपयोग किया जाता है वेन एनीमोमीटर बहुत अधिक उपयोगी नहीं होगा क्योंकि हो सकता है उनकी संवेदनशीलता इतनी कम नहीं हो क्योंकि आप जानते हैं कि वे 1 15 मीटर प्रति सेकंड या कभी कभी 03 या 05 मीटर प्रति सेकंड जितने कम वेग के लिए अच्छी तरह से काम करते हैं लेकिन भीतरी वायु वेग जब आप कुछ 01 015 मीटर प्रति सेकंड मापने की कोशिश करते हैं तब हॉट वायर एनीमोमीटर उपयोग करना चाहिए वे अधिक संवेदनशील होते हैं और 005 मीटर प्रति सेकंड जितने कम वायु वेग देने में सक्षम होते हैं फिर यह यंत्र की संवेदनशीलता पर निर्भर करता है कुछ अन्य जांच यंत्र हैं यह विशेष रूप से इस तरफ और उस तरफ से विकिरण को पकड़ता है और पता करता है कि दोनों तरफ के विकिरण में क्या फर्क है जिसे हम कहते हैं रेडिएंट एसिमेट्री जिसे हम शीघ्र ही देखेंगे अब हमने ग्लोब तापमान नाप लिया है यह एक आसान समीकरण है यह फार्मूला कई सालों से उपयोग किया जा रहा है ग्लोब टेंपरेचर में गति के हिस्से जोड़ देते हैं यह वायु की गति का वर्गमूल है और यह ग्लोब तापमान और ड्राई बल्ब तापमान का फर्क है तो जब आपके आसपास की सतह ठंडी होंगी तब परिवेश का तापमान ग्लोब तापमान या एमआरटी औसत हवा के तापमान से नीचे आ जाएगा और अगर आपके आसपास की सतह गर्म है तो औसत रेडिएंट टेंपरेचर आपके हवा के तापमान से ज्यादा होगा इसका उत्कृष्ट उदाहरण है आप कल्पना करें कि आप आगे की सीट पर बैठकर एक कार में यात्रा कर रहे हैं आपके पास विंडशील्ड है और आप उसे शाम को पश्चिम की ओर चला रहे हैं आपके ठीक सामने सूरज है जो सामने के कांच को गर्म कर देता है और आपको विंडशील्ड से रेडिएंट ऊष्मा मिलेगी दूसरी तरफ आप अपनी कार को वातानुकूलित कर रहे हैं जिससे आपको ठंडी हवा मिल रही है तो आपको कन्वेक्टिव हीट का नुकसान और रेडिएंट हीट का लाभ होता है जो आपस में कभी तालमेल नहीं बैठाएंगे अगर आप अपने वातानुकूलर को पूरी क्षमता पर चलाएंगे और सूरज बहुत ही कठोर है तो आपको गर्मी लगेगी अगर आपके पास अच्छी वातानुकूलन प्रणाली नहीं है जहां तीन चार दिशाओं से ठंडी हवा आती है आप कुछ सहज महसूस करेंगे अन्यथा रेडिएंट हीट एक्सचेंज या ऊष्मा का लाभ ज्यादा होगा और आप असहज महसूस करने लगेंगे दूसरी ध्यान देने योग्य वाली बात यह है एमआरटी वायु वेग पर निर्भर करता है और अगर वायु गति ज्यादा या कम होती है इसके अनुसार एमआरटी भी ऊपर या नीचे हो जाता है गर्म जलवायु में जब आप हल्के कपड़ों के साथ होते हैं तो औसत रेडिएंट तापमान का योगदानकहते हैं अगर यदि आप कुछ तापमान महसूस करते हैं तो आप हवा के वास्तविक तापमान को महसूस नहीं करते हैं लेकिन गर्म जलवायु में जब आप हल्के सूती कपड़े पहनते हैं तो आप वास्तव में केवल एक तिहाई ड्राई बल्ब तापमान और दो तिहाई औसत रेडिएंट तापमान को महसूस करते है कल्पना करें परिवेश का ड्राई बल्ब तापमान 30 डिग्री है और औसत रेडियंट तापमान 40 डिग्री है आप तब भी असुविधाजनक महसूस करेंगे क्योंकि 30 डिग्री तो ठीक है लेकिन रेडिएंट तापमान बढ़ रहा है और उसके दो तिहाई हिस्से को महसूस करते हैं इसलिए आप असुविधाजनक महसूस करते हैं उसी तरह से ठंडे जल वायु में आप गर्म कपड़ों या ऊनी कपड़ों के साथ है तो महसूस किया हुआ पर्यावरणीय तापमान औसत रेडिएंट तापमान और ड्राई बल्ब तापमान का आधा होता है यह आंशिक रूप से परिवेश के संपर्क में शरीर की सतह की मात्रा के कारण भी है यहां होता क्या है कि हल्के कपड़ों के साथ आपका शरीर परिवेश की सतहों के ज्यादा अच्छे से संपर्क में आता है तो इन सतहों से ऊष्मा के लाभ की संभावना ज्यादा हो जाती है तो एमआरटी निर्णायक मापदंड हो जाता है लेकिन यहां आप खुद को ढक कर रखते हैं और सतह के गुण भी भिन्न होते हैं क्योंकि आपने ऊनी वस्त्र पहने हुए हैं और ठंडे मौसम में आधा आधा योगदान होता है फिर भी आधा योगदान औसत रेडियंट तापमान देता है अगर सतह बहुत ठंडी है तो आप असुविधाजनक महसूस करेंगे अभी तक हम एक आदर्श काल्पनिक कमरे के बारे में बात कर रहे थे और अगर हम खुद को उस कमरे के केंद्र में रखें तो हमारे पास 6 सतह हैं जिनके विकिरण से हमारे शरीर के साथ ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है लेकिन आदर्श रूप से वास्तविक स्थिति में आप जानते हैं कि क्या होता है कि वहाँ सतहों की संख्या n है बहुत सारे झुकाव कोण है बहुत सारी सतह है यहां तक कि एक पुस्तक शेल्फ है जिसमें आपके पास ठोस लकड़ी या धातु की सतह है आपके पास किताबें हैं आपके पास खिड़की फ्रेम कांच और बहुत सी अन्य चीजें हैं कुल हीट एक्सचेंज में सब कुछ शामिल हो रहा है इसलिए वास्तविकता में औसत रेडिएंट तापमान को प्रभावी ढंग से निर्धारित करना एक चुनौतीपूर्ण काम है मैं आपको औसत रेडियंट तापमान मापने के कुछ समान उदाहरण दे रहा हूं यह एक इमारत के सबसे ऊपर वाले माले की ढकी हुई छत है 3 शहरों में हमने माप लिया और तीनों में भीतरी स्थितियां समान थी फर्श का क्षेत्रफल उनका उन्मुखीकरण समान रखा गया था तीन अलग अलग शहर लिए हैं सिर्फ इस बात का उदाहरण देने के लिए कि किस तरह औसत रेडिएंट तापमान बदलता रहता है यह बैंगलोर का है यह हैदराबाद चेन्नई की रेखा के करीब आ जाता है यह अलग अलग मामलों के लिए भिन्न होता है बेशक उन्मुखीकरण और बहुत सारे मापदंड है यह इसका घट बढ़ है और यह दिखाता है कि यह किस तरह से भीतरी हवा के तापमान से संबंधित है यह लगभग भीतरी हवा के तापमान के आसपास घूमता है आपको घट बढ़ का समान पैटर्न देखने को मिलेगा लेकिन गर्म परिस्थितियों में या गर्म जलवायु में यह थोड़ा हवा के तापमान से ऊपर जा सकता है जब पीक समय होता है तब ज्यादा रेडिएशन एक्सचेंज होता है यह कहें कि यदि आप एक कमरे में है जिसमें बड़े शीशे वाली खिड़कियां है या बालकनी के दरवाजे हैं तो आपका एमआरटी वास्तव में बढ़ने लगेगा लेकिन यह रात में फिर गिर जाएगा यह वास्तव में बहुत ठंडा हो जाएगा फिर आप जानते हैं यह लगभग इसी पैटर्न का अनुसरण करता है लेकिन इनके अंतर का परिमाण विभिन्न पहलुओं पर निर्भर हो सकता है जैसे ग्लेज़िंग शीशे का सतह क्षेत्रफल सतहों के रेडियंट गुण की विविधता आदि भिन्नता का परिमाण एक से दूसरे तक अलग हो सकता है उसी तरह से यह ग्लोब तापमान या औसत रेडिएंट तापमान का घट बढ़ है आपके पास उघाड़ी और ढकी हुई छत के संदर्भ में भिन्नता की अच्छी मात्रा है हम में से बहुत से लोगों को यह शंका होती है कि सबसे ऊपरी मंजिल के फ्लैट में थर्मल असुविधा की मात्रा अधिक होती है आप आमतौर पर इस कारण से सबसे ऊपरी मंजिल पर फ्लैट खरीदना पसंद नहीं करते हैं हम जानते हैं कि हमें बहुत अधिक गर्मी मिलती है लेकिन यह केवल सतह के माध्यम से गर्मी का लाभ नहीं है लेकिन यह औसत रेडिएंट तापमान को भी बढ़ाता है यदि आप दो फ्लैटों में हवा का तापमान सेंसर लगा रहे हैं एक सबसे ऊपरी मंजिल के फ्लैट में और दूसरा किसी नीचे वाले फ्लैट में हवा का तापमान दोनों में लगभग एक जैसा होगा ज्यादा से ज्यादा आधे डिग्री का फर्क आ सकता है लेकिन जैसे ही आप ग्लोब थर्मामीटर लगाते हैं और ग्लोब तापमान को नापते हैं और एमआरटी का अनुमान लगाते है आपको दो से 3 डिग्री तक का फर्क मिलेगा यहां तक कि अगर छत पर अच्छे से उपचार किया हो आइए हम व्यक्तिगत कारकों के बारे में बात करते हैं पहले चयापचय दर है हमने शरीर की सतह के वाट प्रति वर्ग मीटर या वाट के बारे में बात की थी यह आम तौर पर एक वैज्ञानिक मापक है लेकिन थर्मल गणना के रूप में हम इसे सरल बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम मेट नामक शब्द का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं एम ई टी 1 एमईटी 5815 या 5820 वाट प्रति वर्ग मीटर के बराबर है अब यह एक सामान्य वयस्क के शरीर की सतह के बराबर है जो 17 मीटर वर्ग के आसपास है यदि आप एक बैठे व्यक्ति या गतिहीन गतिविधियां करने वाले व्यक्ति को लेते हैं हैं तो कहें कि आप कार्यालय में हैं या आप एक कक्षा में हैं आप कुछ सुन रहे हैं या विशिष्ट कार्यालय कार्य या कंप्यूटर आधारित काम कर रहे हैं तो आपको लगभग 100 वाट की गर्मी का नुकसान होगा तो प्रभावी रूप से मेट मूल्य लगभग 151 16 होगा फिर यह बढ़ जाएगा यदि आप सो रहे हैं तो यह 08 एमईटी होगा यदि आप बैठे हुए हैं तो 1 एमईटी खेल रहे हैं जॉगिंग कर रहे हैं सबकी अलग अलग चयापचय गतिविधियां है इस प्रकार प्रत्येक गतिविधि के लिए औसत गतिविधि स्तर भिन्न होता है एक संकेत के लिए यदि आप वास्तव में किसी व्यक्ति के थर्मल आराम का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको क्षणिक गतिविधियों का ध्यान नहीं रखना है उदाहरण के लिए एक आदमी है जो यहां बैठा है जिससे आपको पूछना है कि वह कितना आरामदायक या कितना असुविधाजनक महसूस कर रहा हैं हो सकता है हम से एक महत्वपूर्ण कड़ी छूट रही हो हो सकता है वह अभी दौड़ के आया हो और यहां बैठा हो तो दोनों आदमियों के लिए धारणाएं अलग अलग हो सकती है तोआदर्श रूप से हम अपने कंफर्ट सर्वेक्षण या कंफर्ट मूल्यांकन के लिए आमतौर पर क्या करते हैं कि हम इस बात को ध्यान में रखते हैं कि इस आदमी या इस महिला ने पिछले एक घंटे तक क्या किया वे किस तरह की गतिविधि कर रहे थे और गर्मी उत्सर्जन की मात्रा क्या थी थर्मल कंफर्ट मूल्यांकन के लिए पिछले 1 घंटे के एमईटी मूल्य का हिसाब रखा जाता है अगला कारक है क्लोथिंग इंसुलेशन हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं और वह कितना थर्मल प्रतिरोध पेश करते हैं तो वास्तव में कपड़े एक प्रकार का कैप्सूल है जो बाहरी वातावरण से आपकी रक्षा करता है यह सुरक्षा की एक परत है यह जितनी मोटी या जितनी गर्मी रोधक होगी उतना ही कम उष्मा का आदान प्रदान होगा आमतौर पर यह सर्दियों के दौरान होता है आप थर्मल या ऊनी कपड़े पहनते हैं जो उष्मा के आदान प्रदान को रोकता है और परिवेश में आपके शरीर से ऊष्मा की हानि नहीं होने देता है समान तरीके से गर्मियों में आप पतले सूती कपड़े पहनते हैं जो परिवेश और आपके शरीर के बीच कन्वेक्टिव हीट के प्रवाह को बढ़ाता है तो क्लोथिंग इंसुलेशन आमतौर पर मीटर वर्ग डिग्री सेंटीग्रेड प्रति वाट में प्रतिरोधक मान होता है इसे आसान करने के लिए हम इसे क्लो से संबोधित करते हैंसी एल ओ एक क्लो 0155 मीटर वर्ग डिग्री सेंटीग्रेड प्रति वाट के बराबर होता है आम तौर पर हम इसे 1 क्लो से संबोधित करते हैं यह कपड़ों के प्रकार पर निर्भर करता है उदाहरण के लिए यह लगभग 03 या 04 होगा जबकि एक विशिष्ट कार्यालय के पहनावे के क्लोथिंग इंसुलेशन का मान लगभग 15 क्लो हो सकता है यह रोधन के प्रकार और उनमें उपयोग किए जाने वाले पदार्थों पर निर्भर करता है चारों ओर बहुत सारे अनुसंधान हो रहे हैं और विभिन्न प्रकार के जातीय वस्त्रों का क्लोथिंग इंसुलेशन निकाला जा रहा है जो पहले हमारे पास नहीं था पिछले कुछ वर्षों में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है लोग विभिन्न प्रकार के कपड़ों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और वास्तविक इन्सुलेशन निकाल रहे है अवधारित थर्मल कंफर्ट के संदर्भ में अच्छी भूमिका निभाई जा रही है तो अब हम इस मॉड्यूल को यहां खत्म करेंगे हमने थर्मल कंफर्ट के मूल सिद्धांतों को देखा हमने पर्यावरणीय और व्यक्तिगत कारको को देखा जो थर्मल कंफर्ट को प्रभावित करते हैं हमने चार पर्यावरणीय मापदंड हवा का तापमान आद्रता वायु का वेग और विकिरण और दो व्यक्तिगत कारक चयापचय गतिविधि और क्लोथिंग इंसुलेशन के बारे में बात की और देखा कि वे किस तरह थर्मल कंफर्ट को प्रभावित करते हैं Thank you धन्यवाद